कोशिका संवर्धन की व्याख्यान श्रंखला में आपका फिर से स्वागत है पिछले कुछ लेक्चर में हमने बात की थी कि कंकाल पेशी यानि कि स्केलेटल मसल को कैसे संवर्धित करते हैं उसी तर्ज़ पर आज हम बात करेंगे कि हृदय पेशियों यानि कार्डियक मसल को कैसे संवर्धित करते हैं हृदय पेशियों के लिए पहला मानदंड क्या है निश्चित तौर पर यही कि उनमे संकुचन होता है या नहीं ध्यान रखिये कि हृदय पेशियाँ स्वतः संकुचन करने वाली पेशियाँ होती है तो पेशियाँ तीन तरह की होती है तो ये हमारा सातवें हफ्ते का पांचवा लेक्चर है और हम पेशियों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं पेशियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है कंकाल पेशियाँ जिनके बारे में हम पहले ही विस्तार में बात कर चुके हैं हृदय पेशियाँ और चिकनी पेशियाँ तो आज हम हृदय कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे क्यूंकि बहुत सारे लोग हैं जो हृदय पेशियों को संवर्धित करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि वास्तव में शुरुआत कहाँ से करनी है बहुत तरह की सेल लाइन्स होती हैं और उनमें एक तरह की सेल लाइन कंकाल पेशियों की होती है जो कि सी 2 सी 12 होती है उसी तरह हृदय सेल लाइन होती है लेकिन हम सलाह देंगे कि जहाँ तक संभव हो प्राथमिक संवर्धन करें ताकि टिश्यू यानि ऊतक सीधे प्राणी से ही लिया जा सके और जैसा कि हमने बहुत सालों में अनुभव किया है जो सबसे अच्छा स्रोत रहा है वो है गर्भवती चूहे से लिए गए ई 14 या ई 13 से ई 14 के हृदय और ये बहुत आसान है तो हम बुनियादी बातों से शुरू करते हैं हमने आपको ई 13 ई 14 के बारे में पहले ही बताया दिया था और ये भी बताया था कि जब ये ई 18 तक पहुँचता है तो इसको फीटल एफ 18 कहते हैं पिछले बहुत सालों में हमने हृदय टिश्यू के बारे में भी ये अनुभव किया है कि पृथक्करण के समय टिश्यू जितना ज़्यादा परिपक़्व होगा उसमे उतने ही ज़्यादा फाईब्रोब्लास्ट और दूसरी कोशिकाओं का सम्मिश्रण होगा और उस पर आपका नियंत्रण बहुत ही सीमित होगा क्यूंकि आपको वास्तव में हेरफेर करना होगा ताकि कुछ कोशिकाएं दूसरों के मुकाबले ज़्यादा वृद्धि कर सकें और ये थोड़ा मुश्किल है अगर हम चूहों के बारे में बात करें तो हमने ये अनुभव किया है कि जो सबसे आसान रास्ता है वो है ई 14 को लेना इसको यदि सूक्ष्मदर्शी यानि माइक्रोस्कोप से देखें तो ये वाकई बहुत प्यारे दिखते हैं अब आपको इसका पूरा हृदय निकाल लेना है यदि आप इसे किसी उच्च स्तर के सूक्ष्म परीक्षण वाले सूक्ष्मदर्शी में नहीं देखते हैं तो आप ये अंतर नहीं कर पाएंगे कि इसमें अलिंद यानि एट्रियम कौन सा है और निलय यानि वेंट्रिकल कौन सा है लेकिन यदि आप इससे थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं और इसे पृथक करते हैं तो इसमें आप रक्त वाहिनी देख सकते हैं इनको अलग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें एल 15 मीडियम में अलग किया जाये एल 15 के साथ आप बी 27 भी मिला सकते है और ग्लूटामैक्स भी इसके लिए हम आपको शोधपत्र दे देंगे जिन्हे आप पढ़ सकते हैं ये ग्लूटामैक्स जो है ये मूलरूप से ग्लूटामीन का डाईपेप्टाइड है जो कि ज़्यादा स्थिर कम्पाउंड है तो आप उन्हें एल 15 मीडियम में अलग कर सकते हैं और ये काम करता है बी 27 एक न्यूरोनल फैक्टर होता है लेकिन हमने एक समय पर ये दर्शाया है कि ये कार्डियक ग्रोथ यानि ह्रदय विकास को तेज़ी से बढ़ावा देता है हालाँकि ये न्यूरॉन के लिए बना था लेकिन ये बहुत ही रोचक तरीके से काम करता है तो आपके पास ये अलग अलग हृदय हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं और इनको आपको पिपेट के ऊपरी भाग की मदद से थोड़ा निचोड़ना होगा ताकि रक्त अतिरिक्त इससे अलग हो जाए और आपको ज़्यादा साफ़ टिश्यू मिल जाए फिर आपको इसका विघटन करना है तो ये आपके पास संपूर्ण हृदय हैं और इनको अलग करने का सबसे आसान तरीका है यांत्रिकी ये हृदय बहुत ही नाज़ुक़ होते हैं और इन पर काम करना बहुत आसान होता है आप इनको इस तरह एक शीशी में इकट्ठा कर लीजिए मान लीजिये कि आप 10 एम्ब्र्यो से 10 हृदय इकट्ठा कर लेते हैं और ये आपका मीडियम है अब आप अपनी पिपेट को शीशी में डाल दीजिये और इन्हे इस तरह ऊपर खींचिए और फिर छोड़ दीजिये इस तरह से जब आप करेंगे तो उससे इनका यांत्रिकी तरीके से विघटन हो जाएगा और आप पाएंगे कि ये कोशिकाओं को अलग करने के लिए पर्याप्त होगा कुछ लोग इस चरण पर ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन इन्हीबिटर इस्तेमाल करते हैं लेकिन यदि आप नए हैं और यदि आप एंजाइम और एंटी एंजाइम इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं हैं तो हम आपको इसे इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देंगे बल्कि हम आपको यांत्रिकी माध्यम से इनको अलग करने की सलाह देंगे ये तकनीक ठीक से काम करती है और ऐसा सिद्ध हो चुका है कि इस तरह के नाज़ुक़ हृदय पर ये बेहतरीन तरीके से काम करती है आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि इसमें कोई हवा के बुलबुले ना हों क्यूंकि यदि हवा के बुलबुले बनते हैं तो वो टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो यहाँ से जो आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा यहाँ आपका मीडियम है और यहाँ आपके पास कुछ टुकड़े कुछ एकल सस्पेंशन जो कुछ इस तरह का होगा और ये इस बात निर्भर करेगा कि आपने इसको कितने अच्छे से अलग किया है अब आप क्या करेंगे आपके पास आंशिक रूप से कुछ एकल कोशिकायें होंगी कुछ के साथ कुछ टिश्यू चिपका हुआ होगा लेकिन इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ये एक दम सही है अब यहाँ से आप क्या करेंगे आपको इनको स्पिन करना होगा यानि कि इनका प्रचक्रण करना होगा जब आप इनको स्पिन कर देंगे तो जो आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा ये प्रचक्रण काफी तेज़ हो सकता है और आप 500 आरपीएम पर 5 से 10 मिनट के लिए स्पिन कर सकते हैं जो कि काफी होगा आपको इसकी सिर्फ पैलेट बनानी है यहाँ ये एकल कोशिका सस्पेंशन की पैलेट है और यहाँ ये मीडियम है अब आप क्या करेंगे अगले चरण में आप ये मीडियम यहाँ से निकाल देंगे और जो बचेगा वो एकल कोशिका सस्पेंशन की पैलेट होगी ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि थोड़ा सा मीडियम यहाँ बचा रहे ताकि ये सूखे नहीं अब आपके पास यहाँ एकल कोशिका सस्पेंशन है इसमें कुछ छोटे टुकड़े भी हो सकते हैं जिन्हे अलग किया जा सकता है और ऐसा करने के लिए एक आसान तरीका ये है कि आप इसमें थोड़ा मीडियम रखिये और इसको आप एक रोगाणुरहित डिश में पलट दीजिये इसमें जो बड़े टुकड़े होंगे वो 4 5 मिनट में नीचे बैठ जाएंगे और फिर आप एकल कोशिकाओं को वापस डाल दीजिये इस तरह से जो भारी टुकड़े होंगे वो नीचे चले जाएंगे और आप डिश को सावधानी से टेढ़ा कर के इसमें से एकल कोशिका सस्पेंशन को निकाल लेंगे और वापस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे एक बार इन्हे आप टेस्ट ट्यूब में वापस डाल देंगे तो आपको ऐसे मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी जिसमे इनको उगाया जा सके एक सबसे आसान मीडियम जिसको हमने बहुत सालों से इस्तेमाल किया है वो है ये एल 15 प्लस बी 27 प्लस ग्लूटामैक्स और अगर आप इन्हे उगाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उष्मायित्र यानि इनक्यूबेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे आप इसमें सोडियम बाईकार्बोनेट मिला देंगे जिसकी मात्रा हमे अभी याद नहीं है जिसको हम बाद में आपको बता देंगे या आप खुद भी पता कर सकते हैं हमारे पृथक्करण करने वाले मीडियम में और प्लेटिंग यानि पट्टन मीडियम में सिर्फ सोडियम बाईकार्बोनेट का ही अंतर है जिसको आप अब मिला रहे हैं तो यहाँ हमारे पास प्लेटिंग मीडियम है जिसे हम अलग रंग से दर्शा रहे हैं अब आपके पास पहले से तैयार किये हुए कवरस्लिप या डिश होने चाहिए जिन्हें आप प्रयोग करना चाहते हैं इन सबको आपको पहले से ही सब्सट्रेट यानि क्रियाधार से लेप कर के तैयार कर लेना है और ये काम आपको 24 या 12 घंटे पहले ही कर के रख लेना है इसको अंतिम मिनट तक छोड़ कर नहीं रखना है आपको एक स्पष्ट योजना तैयार करके उसके तहत ही ये सब काम करना है तो अब हमारे पास अब ये पूर्व लेपित यानि प्री कोटेड सब्सट्रेट है आप इसमें बहुत ही कम मात्रा में कोशिका सस्पेंशन डालेंगे यदि आपको 50 या 12 या 6 कवरस्लिप को लेप करना है तो आप उसी हिसाब से इसको विभाजित कर लेंगे और बेहतर होगा कि आप इसको 1 से 2 एमएल प्लेटिंग मीडियम में मिला लें और मान लीजिये कि आपके पास 1 एमएल है और इसको आपको विभाजित करना है या मान लीजिये 2 एमएल है इसको 6 कवरस्लिप में विभाजित करना है तो आप क्या करेंगे 2 एमएल यानि 2000 माइक्रोलीटर को 6 हिस्सों में बाँट लेंगे जो कि लगभग एक हिस्से में 300 माइक्रोलीटर आएगा और आप इसको हर एक डिश या शीशी या कवरस्लिप जो भी आपके पास हो उसमे आप डाल देंगे अब आप उन्हें प्लेट करेंगे यानि उनका पट्टन करेंगे और फैला देंगे लेकिन उसकी मात्रा नहीं बढ़ाएंगे आपको यही सलाह हम देंगे कि आपको इसको जितना हो सकता है उतना फैलाना है उसके बाद इनको 30 मिनट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इनक्यूबेटर में रखना है जो कि सुरक्षित है आधे घंटे के बाद आप उसमे बाकी का 1 से 2 एमएल मीडियम मिला देंगे बस आपको इतना ही करने की ज़रूरत है तो आप कोशिकाओं को टिश्यू को और इस केस में ऑर्गन यानि अंग को अलग करेंगे यांत्रिकी माध्यम से अलग करेंगे एकल कोशिका संवर्धन तैयार करेंगे एकल कोशिका संवर्धन तैयार करने के बाद उसे स्पिन करेंगे सस्पेंशन को निकाल लेंगे प्लेटिंग मीडियम में दोबारा डालेंगे और फिर पट्टन करेंगे एक बार आप उनका प्रीकोटेड सब्सट्रेट पर पट्टन कर देंगे तो आधा घंटा इंतज़ार करेंगे आधे घंटे के बाद आप उन्हें प्लेटिंग मीडियम से भर देंगे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड इनक्यूबेटर में रख देंगे प्लेटिंग मीडियम में सोडियम बाईकार्बोनेट होता है जो कि बफर का काम करता है ऐसा पाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड बफर का काम करने के साथ साथ कोशिकाओं की वृद्धि पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि ऐसा क्यों है लेकिन ऐसा होता है अब आप इन कोशिकाओं को 2 3 दिन उगने के लिए लिए छोड़ दीजिये आप क्या पाएंगे आप देखेंगे कि ये एकल कोशिकाएं एक दूसरे के पास आने लगती हैं इनका एक निर्धारित घनत्व बनाये रखना ज़रूरी है ताकि वो एक दूसरे की तरफ बढ़ सकें अगर वो इस तरह ज़्यादा दूर दूर होंगी तो कोशिकाओं से टापू जैसे नहीं बनेंगे और अगर ये ज़्यादा नज़दीक होंगे या इनका घनत्व ज़्यादा होगा तो ये गल जाएंगी इसलिए आपको उचित घनत्व बनाये रखना है ताकि कोशिकाएं कुछ इस तरह वृद्धि कर सकें कुछ इस तरह एक परत में ये एक विशिष्ट प्रकार के आकारिकी स्वरुप होते हैं जो कि हृदय मायोसाइट्स में देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह से अब ये कोशिकाएं 3 से 5 दिन में स्वाभाविक रूप से धड़कना शुरू कर देंगी और इन्हे कोई अतिरिक्त लक्षण नहीं चाहिए जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि इनमें मॉर्फोलॉजी यानि आकारिकी होनी चाहिए इनमे लगातार धड़कन होनी चाहिए और जो विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है वो है इनका क्रिया विभव यानि एक्शन पोटेंशियल जिसके लिए इनकी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी करनी होगी याद रखिये कि कार्डियक मायोसाइट्स के एक्शन पोटेंशियल का इस तरह का खूबसूरत प्लेटो बनता है यहाँ पर जीरो मिलीवाल्ट होता है और माइनस 80 मिलीवाल्ट पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है जिसे आरएमपी भी कहते हैं अगला काम जो आपको करना है वो है गैप जंक्शन यानि अन्तराली संधि प्रोटीन को लेबल करना कार्डियक मायोसाइट्स में बहुत सारे गैप जंक्शन होते हैं जो कि अलग अलग जगह पर देखे जा सकते हैं इन गैप जंक्शन को एंटीबाडीज से लेबल करना होगा यहाँ एबी का मतलब है एंटीबाडीज अगला काम जो आपको करना है और जो कार्डियक मायोसाइट संवर्धन में सबसे महत्वपूर्ण है वो है कैल्शियम वेव इमेजिंग करना इन कोशिकाओं में कैल्शियम वेव कुछ इस तरह से चलती हैं और इन्हें कनफोकल माइक्रोस्कोपी के ज़रिये आसानी से मापा जा सकता है जैसा कि हमने पिछले कुछ लेक्चर में भी कहा था और हम लगातार इशारा कर रहे हैं कि डिश में कुछ भी फ़ेंक देना और उसमें उन्हें उगा लेना जिससे कि कुछ उग जाये आज के आधुनिक समय में उससे कोई फायदा नहीं है आपके पास सब कुछ परिभाषित होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप प्रतिस्पर्धा में नहीं हो सकते हैं और उद्योग जगत को आपके मॉडल में कोई रूचि नहीं होगी और कोशिका संवर्धन सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाएगा कि कुछ उगा लिया तो जो महत्त्वपूर्ण है वो है तकनीक तो एक कैल्शियम वेव है जिसको आपको मापना है अगर आप इसको देखते हैं आपके पास इसकी आकारिकी यानि मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए आप गैप जंक्शन को लेबल करने में समर्थ होने चाहियें इनमे स्वाभाविक धड़कन होनी चाहिए आप पैच क्लैंप इलेक्ट्रोफिजियोलोजी के माध्यम से एक्शन पोटेंशियल मापने में समर्थ होने चाहिए आप कनफोकल माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल करके कैल्शियम इमेजिंग करने में सफल होने चाहिए जब आप ये सब कर लेते हैं तो बारी आती है मायोसिन हैवी चेन की हृदय में अलग प्रकार के मायोसिन हैवी चेन होते हैं जो कि स्केलेटल मसल से अलग होते हैं क्यूंकि इनमें लगातार संकुचन होती है तो अगला है मायोसिन हैवी चेन को पहचानना किस तरह की मायोसिन हैवी चेन बन रही हैं जो कि एक और ज़रूरी बात है तो इसके अनेक पहलू हैं और जो मॉडल आप तैयार कर रहे हैं वो वास्तिवक जीवन में जो हो रहा है उससे बहुत मिलता जुलता प्रतिरूप होना चाहिए अगर ये उससे नहीं मिलता है तो इसके होने का कोई मतलब नहीं है इसलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है इसके लिए हम आपको अध्ययन सामग्री दे देंगे जिनसे आपको इन अलग अलग मॉडल को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी लेकिन ये ध्यान रखिये कि ये सिर्फ एक मॉडल नहीं है ये मायने रखता है कि आप अपने शरीर में मिलने वाली कोशिका के प्राकृतिक वास के कितने करीब हैं अब यहीं ख़त्म करेंगे धन्यवाद धैर्य से सुनने के लिए आपका धन्यवाद